हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जोकि पृथ्वी के संबंध में इंसुलेशन का है हमने पिछली कक्षाओं में जेनेरिक तरीके से सूर्य के इंसुलेशन और स्पेक्ट्रल रेडियंस के बारे में चर्चा की और पाया की सूर्य के स्पेक्ट्रम का इंसुलेशन हमेशा एकसा रहता है बदलता नहीं है चाहे आप किसी भी दिशा से उसको देखें परंतु पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए या पृथ्वी के संबंध में मनुष्यों के लिए इंसुलेशन की वेल्यू एक समान नहीं है यह बदलती रहती है जैसे कि रात के समय में पृथ्वी पर कोई सोलर रेडिएशन नहीं उपलब्ध होता इसलिए इस समय इंसुलेशन शून्य के समान होता है और दोपहर के समय सोलर रेडिएशन अधिकतम होता है और इसलिए इस समय इंसुलेशन सबसे अधिक पृथ्वी पर होता है सुबह सुबह के वक्त और शाम के वक्त आप देखेंगे कि इंसुलेशन अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर है और यह सब इसलिए है क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है और वह सूर्य के चारों तरफ अंडाकार कक्षा मैं घूम रही है जिसके चलते मौसमी परिवर्तन आते हैं और यह सब किसी भी जगह के इंसुलेशन को पृथ्वी पर प्रभावित करते हैं इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सूर्य के कारण या पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य स्पेक्ट्रम के कारण इंसुलेशन का अध्ययन करें इसलिए हम कैसे सूर्य के स्पेक्ट्रम और इंसुलेशन पृथ्वी के संबंध में को जोड़ते हैं यह बहुत जरूरी होगा सोलर PV पैनल के sizing के लिए मैं दोबारा से सोलर स्पेक्ट्रम देखना चाहूँगा यहां आप स्पेक्ट्रेल रेडियंस और इंसुलेशन in kWm2 को देख रहे हैं इस चित्र में यह ग्राफ सूर्य के स्पेक्ट्रम के संबंध में बना है जो कि समय के साथ बदल नहीं रहा है जबकि पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति के लिए इंसुलेशन समय के साथ बदलता रहेगा इसलिए समय एक जरूरी पैरामीटर होगा उदाहरण के तौर पर रात के समय इंसुलेशन की वेल्यू शून्य होती है और दोपहर के समय यह सबसे अधिकतम होती है इसलिए इंसुलेशन की वेल्यू सुबह 600 बजे बहुत कम होती है यह दोपहर होते होते बढ़ती जाती और अधिकतम वैल्यू पर पहुंच जाती है फिर शाम होते होते घटती है और रात होते होते जीरो हो जाती है तो समय के संबंध में कोई इस इंसुलेशन का कल्पना कैसे करता है इसलिए मुझे यहां एक नया ग्राफ बनाने दीजिए जिसमें तीसरा एक्सिस भी है जो कि समय का है और देखिए इस पर इंसुलेशन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है और यह कैसा दिखता है यहां मैंने दोबारा से इंसुलेशन के ग्राफ को बनाया है जहां plot फंक्शन की जगह मैंने mesh फंक्शन का प्रयोग किया है और बनाया है इंसुलेशन को समय के संबंध में जहां X एक्सिस पर वेवलेंथ है और Y एक्सिस पर इंसुलेशन है तीसरा Z एक्सिस समय का है अब आप इस ग्राफ को देखें तो पाएंगे कि सुबह 6 7 बजे इंसुलेशन शून्य से धीरे धीरे बढ़ रहा है और दोपहर के समय यह अपने अधिकतम वेल्यू पर पहुंच जाता है और रात होते होते दोबारा जीरो पर आ जाता है जैसे कि मैंने mesh 3D का प्रयोग किया है जिससे मैं इसे घुमाने में सक्षम हूं और इससे मुझे एक अच्छा दृश्य देखने को मिलेगा यह देख कर आपको एक अच्छी समझ बनेगी कि आखिर हो क्या और कैसे रहा है और आप देख पाएंगे कि समय का एक्सिस नीचे की तरफ जा रहा है समय का एक्सिस 0 से 24 तक का है एक एक्सिस वेवलेंथ का है और दूसरा इंसुलेशन का आप देख रहे हैं कि सुबह 500 बजे के आसपास इंसुलेशन की वेल्यू जीरो से बढ़ना शुरू होती है और दोपहर 12 बजते बजते अधिकतम हो जाती है पुनः 13 14 15 होते होते यह घटने लगती है और शाम के 600 बजते बजते यह दोबारा जीरो हो जाती है और रात तक शून्य पर ही बनी रहती है बेशक इंसुलेशन लाटीट्यूड के हिसाब से बदल जाएगी दक्षिणी एवं उत्तरी लाटीट्यूड पर यह अलग अलग होगी परंतु किसी एक निश्चित जगह पर जिसका लाटीट्यूड लोंगिट्यूड दिया होगा वहां पर दिन के पूरे समय मैं ऐसा ही इंसुलेशन का ग्राफ देखने को मिलेगा इसलिए यह ग्राफ हर दिन खुद को दोहरा आएगा यही सबसे जरूरी जानने की चीज है जो मैं आपको दे रहा हूं यहां से और मैं यह ग्राफ बनाने में अभी वायुमंडल की स्थिति को नहीं ले रहा हूं जिसको मैं आगे बताऊंगा अभी के लिए यह समझना सबसे जरूरी है की किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि पृथ्वी पर खड़ा है उस जगह पर इंसुलेशन दिन के समय पर निश्चित तौर पर निर्भर करेगा और यह हर दिन होगा क्योंकि दिन और रात का प्रभाव रहेगा क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूम रही है यहां एक स्क्रिप्ट फाइल insolation 3d जनरेट होगी जिसको मैं रिसोर्स के तौर पर यहां रख रहा हूं जैसे ही हम दैनिक इंसुलेशन प्रोफाइल जान जाएंगे हम सोलर फोटोवॉल्टिक पैनल के पावर का अनुमान लगा पाएंगे इसलिए इंसुलेशन प्रोफाइल को समय के रिस्पेक्ट में बनाइए हम X एक्सिस पर समय को लेते हैं और Y एक्सिस पर इंसुलेशन kWm2 को लेते है और हमें कुछ ऐसा प्रोफाइल देखने को मिलता है जिसमें अधिकतम वेल्यू दोपहर के आस पास मिलती है अगर आप हरे रंग के इंसुलेशन प्रोफाइल के अंदर का एरिया ले तो यह एनर्जी को दर्शाता है जिसकी यूनिट किलो वाट आवर स्क्वायर मीटर kWhrm2 होगी और हम इसे "H" से दर्शाते हैं इसलिए यदि हम माप किसी विशेष लाटीट्यूड पर करते हैं तो हमें ऐसा ही ग्राफ मिलेगा और उस ग्राफ के अंदर के एरिया को एनर्जी स्क्वायर मीटर दिन energy m2 day कहा जाएगा उस विशेष स्थानीय लाटीट्यूड पर अब इस एरिया को स्टैंडर्ड इंसुलेशन के रूप में दर्शाया जा सकता है और यदि हम स्टैंडर्ड इंसुलेशन रेखा को ले तो यह 1 kWm2 रेखा स्टैंडर्ड इंसुलेशन की रेखा होगी अब इस रेखा को ऊपरी सीमा मानकर अगर हम एक आयत को खींचे जिसका एरिया H वास्तविक माप के बराबर हो तो आयत की चौड़ाई को हम "h" घंटे मान लेते हैं तब इस आयत का एरिया कितना होगा यह 1 kWm2 गुड़ा "h" होगा इसलिए यह आपको h kWhm2 per day एनर्जी देगा अब यह एनर्जी वास्तविक एनर्जी "H" के बराबर होगी और ऐसा करने से आपको स्टैंडर्ड इंसुलेशन का समय पता चल सकेगा इसलिए आपको इतने इंसुलेशन की जरूरत होगी जिससे कि आप PV पैनल से आवश्यक peak पावर प्राप्त कर सकें अब हम मान लेते हैं कि WhLoad आवश्यक एनर्जी है और तब WhLoad h peak पावर होगी जो हमें PV पैनल से चाहिए WhLoad यह एक एनर्जी होगी जिसकी यूनिट किलोवाट आवर होगी और अगर यह एनर्जी WhLoad ही रोजाना की जरूरत की एनर्जी है तो इसका यह मतलब है की हमें इस आयत को भरना होगा अब हमें पता है "H" kWm2 per day जो हमें सीधे तौर पर यह बताएगा कि हमें कितने घंटों के लिए स्टैंडर्ड इंसुलेशन की जरूरत है उसका उपयोग करके हम पीक पावर निकाल सकेंगे यही आपके PV पैनल को चुनने का आधार बनेगा और आप डाटा शीट की मदद से और सीरिज़ पैरलल कनेक्शन करके आप यह बता सकते हैं की कितने PV पैनल की जरूरत होगी तो आप इस तरह से पैनल का सही size जान सकते हैं परंतु विडंबना यह है कि "H" की सही वेल्यू कैसे पता चलेगी क्योंकि यह बहुत सारे कारणों पर आश्रित है जैसे कि दिन का समय मौसम वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बादलों पर आदि यह सभी बहुत ज्यादा "H" पर प्रभाव डालते हैं किसी निश्चित लाटीट्यूड पर इसलिए अगर हम किसी भी तरह से कुछ हद तक सही सही "H" की वेल्यू पता कर पाते हैं तो हमें PV पैनल की size का पता लगभग लगभग लग जाएगा इसलिए हमारा पूरा ध्यान इसकी लगभग सही वेल्यू पता करने पर है इंसीडेंट सोलर एनर्जी H kWhm2 per day का पता लगाना एक बहुत ही आवश्यक कार्य है जिससे कि किसी भी कार्य में लगने वाले PV पैनल का size लगभग सही सही पता लगा सके परंतु यह पता करना थोड़ा कठिन है क्योंकि यह बहुत सारे कारणों और मापदंडों पर निर्भर करता है इसलिए यह जरूरी है कि हम उन कारणों और मापदंडों को देखें जिन पर H निर्भर है एक बात का ध्यान रखिए की मैं "H" को इंसीडेंट सोलर एनर्जी बुला रहा हूं जबकि साहित्य में आप पाएंगे सोलर एनर्जी को सोलर रेडियंस भी कहा जाता है हमने स्पेक्ट्रेल रेडियंस शब्द का भी प्रयोग किया है इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रेल रेडियंस और सोलर रेडियंस दोनों की यूनिट अलग अलग है स्पेक्ट्रेल रेडियंस कि यूनिट होती है kilowatt per meter square per nanometer और सोलर एनर्जी अथवा सोलर रेडियंस की यूनिट kilowatt hour per meter square per day होती है इसलिए दोनों के बीच यह भिन्नता दिमाग में रखें जहां तक मेरे लेक्चर का सवाल है मैं कभी भी irradiance शब्द का प्रयोग इसके लिए नहीं करुंगा मैं incident solar energy शब्द का प्रयोग करुंगा जिसका यूनिट लगभग एनर्जी होता है जो हमें याद दिलाएगा "H" की यूनिट लिखते समय इसलिए इस वेरिएबल को लिखते समय ध्यान रखिए इसको साहित्य में solar irradiance भी कहते हैं परंतु आप यूनिट का ध्यान रखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक जोकि इंसिडेंट एनर्जी को साबित करता है वह है भौगोलिक स्थान इसलिए किसी भी भोगौलिक स्थान को दो मापदंडों द्वारा दर्शाया जाता है पहला अक्षांश ϕ और दूसरा देशांतर λ दूसरा कारक जो "H" को प्रभावित करता है वह है कलेक्टर ओरियंटेशन कलेक्टर से मेरा मतलब PV पैनल है सोलर PV पैनल आमतौर पर फ्लैट कलेक्टर होते हैं जबकि थर्मल एप्लीकेशंस में कलेक्टर फ्लैट नहीं होते वहां आप पैराबोलिक और सिलैंडरिकल कलेक्टर देखेंगे जबकि सोलर PV एप्लीकेशन मैं कलेक्टर हमेशा फ्लैट होंगे जिसका ओरियंटेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ होगा और उस कोण को β प्रतीक से दिखाया जाता है इसको कलेक्टर टिल्ट कोण भी कहते हैं एक अन्य बहुत जरूरी कारक है दिन का समय जिसको हम पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं कि कैसे इंसुलेशन प्रभावित होता है दिन के समय से और उस आवर कोण को दिखाने के लिए ɷ प्रतीक का प्रयोग करते हैं ɷ यह दिन के समय को बतलाता है साल का समय यह भी एक कारक है जिससे इंसीडेंट सोलर एनर्जी प्रभावित होती है जिसको डिक्लिनेशन कहते हैं और इसको हम δ प्रतीक से दर्शाते हैं इसके बारे में हम आगे देखेंगे पर यह बहुत ही जरूरी कारक है जोकि मौसमी बदलाव के प्रभाव को दिखाता है इंसीडेंट सोलर एनर्जी पर ऊपर बताए गए सभी कारकों को सही सही बताया जा सकता है पर अब मैं जो कारक बताने जा रहा हूं उसको सही सही बता पाना बहुत कठिन है जैसे कि बादलों की अवस्था वायुमंडल में भाप की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित गैस आदि जबकि यह सभी इंसीडेंट सोलर एनर्जी को प्रभावित करते हैं इन सबको सही सही पता लगाना संभव नहीं है हमें नहीं पता कौन से दिन क्या अवस्था होगी इसलिए हम इनकी सांख्यिकीय मान को लेते हैं इसको KT प्रतीक का प्रयोग करके दर्शाया जाता है जिसको क्लियरनेश इंडेक्स कहते हैं सभी कारकों में इस कारक का पता लगाना सबसे मुश्किल है बदलते हुए मौसम के कारण इसलिए हम इन सभी कारकों को देखेंगे और यह देखेंगे कि इन कारकों का कैसे पता लगाया जाता है और जैसे ही हमें यह कारक पता लग जाते हैं हम तब कैसे H का पता लगाते हैं